विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोगों की चिंताओं में से एक चिंता यह है कि उन्होंने जो आविष्कार किया है या तकनीक जो उन्होंने विकसित की है उसे प्रकाशित करें या उसका पेटेंट करवाएँ इसलिए पेटेंट और प्रकाशन का डिबेट पिछले कुछ समय से पढ़ा जा रहा है और इसमें बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जो यह समझने में काम आती हैं कि विश्वविद्यालय में किसी शोधकर्ता या प्रोफेसर का काम पहले प्रकाशित किया जाना चाहिए या इसे पेटेंट कराया जाना चाहिए प्रकाशित करने या पेटेंट कराने की दुविधा का देर से अहसास होने का विनाशकारी परिणाम हो सकता है हमारे पास इम्पीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर रॉबर्ट पर्नेक्ज़की के संचालन पर अधिक विस्तृत चर्चा देखेंगे जब वह अपनी खोज का व्यवसायीकरण करने की दृष्टि से TTO के पास गए उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रमुख शैक्षणिक पत्रिका में पेपर प्रकाशित करके पहले ही वो सब विस्तृत कर दिया था जो आप पेटेंट कराने के लिए करते हैं इसलिए TTO ने उन्हें बताया कि खोज अब सार्वजनिक डोमेन में थी और वे इसका पेटेंट नहीं करा सकते थे ऐसा मामला कई प्रोफेसर के सामने आ सकता है जिन्होंने अपने शोध प्रकाशित किए हैं और फिर जब वे पेटेंट करवाना चाहते हैंतो उन्हें पता चलता है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर पेटेंट कानून उन्हें पहले प्रकाशित करने और फिर पेटेंट करने की अनुमति नहीं देता है तो प्रकाशन के बारे में बुरा क्या है पेटेंट कानून में प्रकाशन एक आविष्कार की नवीनता को मारता है इसलिए आप पहले प्रकाशन और फिर पेटेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले से ही इसे कवर कर चुके हैं पेटेंट कानून आविष्कारों की प्राथमिकता को सुरक्षित रखना चाहता है यह उस व्यक्ति को सुरक्षित करना चाहता है जो पहले आविष्कार करता है बशर्ते कि वह व्यक्ति पेटेंट कार्यालय से संपर्क करे और एक आवेदन दायर करे इसलिए पेटेंट कार्यालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करना आपके आविष्कार की रक्षा करने का एक तरीका है यदि प्रोफेसर की ओर से कोई खुलासा होता है तो वह खुलासा एक आविष्कार की नवीनता को ख़त्म कर सकता है इसलिए चाहे कोई व्यक्ति या टीम विश्वविद्यालय में विकसित हो यह महत्वपूर्ण है कि आविष्कार का खुलासा तब तक नहीं किया जाए जब तक कि उसे पेटेंट आवेदन दायर करके उसे संरक्षित नहीं किया जाता है यह आवश्यक नहीं है कि पेटेंट प्रदान किया जाना चाहिए लेकिन एक आवेदन दाखिल करना प्राथमिकता को बरकरार रखता है और इसका उपयोग एक नवीनता मारक खुलासे के रूप में नहीं किया जा सकता है भारत में एक प्रावधान है जो एक अनुग्रह अवधि देता है एक अनुग्रह अवधि का मतलब है कि आप एक प्रकटीकरण कर सकते हैं बशर्ते कि एक संरक्षित प्रकटीकरण हो कानून एक तरह के खुलासे की रक्षा करता है हम जल्द ही इस पर आएँगे यदि आपका खुलासा पेटेंट अधिनियम के तहत एक संरक्षित प्रकटीकरण है तो आप 12 महीने के भीतर पेटेंट दर्ज कर सकते हैं इसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं चाहे ग्रेस पीरियड का उपयोग करना हो या नहीं विश्वविद्यालय और प्रोफ़ेसर को यह अवसर लेने के लिए एक सचेत निर्णय लेना होगा किसी व्यक्ति द्वारा विकसित तकनीक से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकाशन सूचना को सार्वजनिक डोमेन में डाल देगा एक बार जब यह सार्वजनिक डोमेन होगा तो पेटेंट कार्यालय इसे खोजेगा और अगर वह पेटेंट आवेदन दाखिल करके पहले सुरक्षा नहीं करता है इसका उपयोग उस व्यक्ति के खिलाफ करेगा एक पेटेंट आवेदन दाखिल नहीं करना और केवल इसे प्रकाशित करना भी उन मामलों को जन्म दे सकता है जहां इसे दूसरों द्वारा पेटेंट कराया जा सकता है पेटेंट के लिए श्रेय निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जाएगा जो पेटेंट फाइल करता है और यह अंततः व्यावसायीकरण को भी रोक सकता है क्योंकि यदि आपकी तकनीक का व्यवसायीकरण करने की आवश्यकता है और उस तकनीक को किसी अन्य शोधकर्ता या किसी अन्य टीम द्वारा पेटेंट फ़ाइल द्वारा संरक्षित किया गया था हालांकि आपके द्वारा उस तकनीक का आविष्कार करने के बहुत अधिक बाद पेटेंट को दर्ज किया जा सकता था तो भी जब पेटेंट दिए जाने पर पेटेंट धारक उस व्यक्ति को रोक सकता है जिसने पहले आविष्कार विकसित किया था यह संभव है और यह वह बिंदु है जिस पर हमने चर्चा की क्योंकि पेटेंट कानून पहले आवेदन करने के सिद्धांत का पालन करता है भारत में और अन्य स्थानों पर पेटेंट कानून पहले आवेदन का अनुसरण करता है यह पहले आविष्कार करने वाले सिद्धांतों का पालन नहीं करता है इसलिए क्योंकि यह पहले आवेदन करने के सिद्धांत का अनुसरण करता है यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति जो अपने आविष्कार की रक्षा करना चाहता है पेटेंट कार्यालय से संपर्क करे प्रकटीकरण पेटेंट आवेदन के दाखिल होने की प्रक्रिया से पहले ना हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कुछ रणनीतियाँ मौजूद हैं पहली यह है कि प्रकटीकरण के पूरा तैयार होने से पहले आप अस्थाई पेटेंट आवेदन दायर कर सकते हैं हमने कुछ विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को इसका उपयोग करते हुए देखा है उन्हें हमारे सम्मेलन में एक प्रस्तुति देनी होती है और जल्दी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय में पहुँचकर प्रकटीकरण किए जाने से पहले अस्थाई आवेदन करना होता है एक अन्य रणनीति अप्रकटीकरण द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर आप इसे प्रौद्योगिकी साझेदार या ऐसे साथी के सामने खुलासा करना चाहते हैं जो इससे व्यवसाय करने में रुचि रखता है या उद्योग से कोई व्यक्ति है तो एक एनडीए एक आविष्कारक को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि खुलासे से पहले अधिकारों की सुरक्षा हो यदि अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के सामने कोई खुलासा करना आवश्यक हैतो उसके सामने मुख्य परिणाम का सीमित प्रकटीकरण करे कि प्रौद्योगिकी क्या काम करती है यह खुलासा ना किया जाए कि यह कैसे काम करता है और इसकी प्रोद्योगिकी के विवरण का खुलासा किए बिना एक संयुक्त उद्यम समझौते में शामिल होने के लिए एक साथी या विश्वविद्यालय से धन लाने के लिए सीमित व्यापक प्रकटीकरण को एक रणनीतिक प्रकटीकरण के रूप में करना चाहिए उन मुद्दों में से एक जिनका आईपीएम सेल या टीटीओ आज प्रकाशित या नष्ट हो गया है इसलिए इस रवैये के कारण कि प्रकाशन अकादमिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कुछ प्रोफेसर इस तथ्य को नजरअंदाज करने की प्रवृति होती है कि ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे आविष्कार को प्रकाशित होने से पहले सुरक्षित किया जा सके इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन आज प्रकाशन की ओर अधिक प्रबल हैं मुझे पसंद है कि अगर कोई व्यक्ति पदोन्नति के माध्यम से रैंक में आगे बढ़ना चाहता है तो पेटेंट की बजाय प्रकाशन एक बड़ा रोल निभाते हैं हालांकि अब हम पाते हैं कि यूजीसी के मानदंडों ने हाल ही में दायर किए गए पेटेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है हमने भारत में केवल एक अनुग्रह अवधि का उल्लेख किया है सीमित परिस्थितियों में एक व्यक्ति को खुलासा करने के बारह महीने की अनुग्रह अवधि के भीतर पेटेंट दर्ज करना होता है यह बहुत सीमित परिस्थितियों में संचालित होता है आइए देखते हैं कि पेटेंट अधिनियम की धारा 31 क्या कहती है यह कहती है कि एक व्यक्ति के लिए एक प्रकटीकरण करना संभव है बशर्ते कि आविष्कारक द्वारा एक विद्वान समाज के समक्ष पेपर पढ़ा जाए और इसमें आविष्कार का विवरण के रूप में प्रकटीकरण किया जाए तो यह पहला संरक्षित प्रकटीकरण है उदाहरण के लिए एक प्रबुद्ध समाज के सामने एक सम्मेलन में पढ़े गए पेपर द्वारा आविष्कार के प्रकटीकरण का वर्णन होना चाहिए और सम्मेलन की विषय वस्तु सरकार द्वारा अधिसूचित की जानी चाहिए या ऐसे समाज में यह उसकी सहमति से प्रकाशित किया जाए तो प्रबुद्ध समाज आता है अगर यह व्यवहार उनकी सहमति के साथ समीक्षा समूह या एक पत्रिका में प्रकाशित होता है तो इसे एक प्रबुद्ध समाज के व्यवहार के रूप में माना जा सकता है इन दो मामलों में अगर पेटेंट के लिए आवेदन बारह महीने से बाद में नहीं किया जाता है तो यदि एक पेपर को पढ़कर या प्रकाशित करके प्रकटीकरण की तिथि के बारह महीने के भीतर एक पेटेंट आवेदन दायर किया जाता है तो यह संरक्षित अवधि के भीतर होगा तो अनुग्रह अवधि को केवल इन दो परिस्थितियों में शोध कार्य के लिए बढ़ाया जा सकता है जो कि प्रबुद्ध समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है या जो एक पत्रिका में प्रकाशित होता है इस प्रावधान पर कुछ अनिश्चितता है क्योंकि जिसे सरकार ने एक शिक्षित समाज के रूप में अधिसूचित किया है वास्तव में स्पष्ट नहीं है इसलिए एक अतिरिक्त अधिसूचना होनी चाहिए और पेटेंट कार्यालय ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि एक प्रबुद्ध समाज किस आधार पर होता है अब क्या किया जाए एक प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं एक शोधकर्ता के रूप में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय और जानकारी लेनी चाहिए कि उन्हें प्रकाशित करवाना चाहिए या पेटेंट करवाना चाहिए व्यवसायीकरण के लिए लगने वाले आवश्यक समय और पेटेंट के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान पर निर्णय लेना आवश्यक है औसतन केवल 10 प्रतिशत आविष्कार जो पेटेंट कराए जाते हैं व्यावसायिक रूप से सफल हो जाते हैं जिसका अर्थ है कि दायर किए गए 90 प्रतिशत पेटेंट का व्यवसायीकरण नहीं किया जाता है और औसत पेटेंट प्राप्त करने की लागत से कम पैसा कमाता है इसलिए एक पेटेंट प्रक्रिया यदि इसे अकेले भारत में किया जाता है तो इसकी लागत लाखों में हो सकती है और यदि आप अपने आविष्कार को भारत के अतिरिक्त दुनिया भर के 10 क्षेत्राधिकार न्यायालयों में सुरक्षित रखना चाहते हैं तब आधिकारिक शुल्क अभियोजन पक्ष में शामिल और विभिन्न क्षेत्राधिकार न्यायालयों में पेटेंट का मसौदा तैयार करने पेशेवरों का शुल्क मिला कर यह 2 करोड़ का मामला हो सकता है